तो अब हम एक विशिष्ट स्ट्रेन गेज देखते हैं कि यह कैसा दिखता है तो हमारे पास एक आधार होगा और फिर हमारे पास एक तार होगी यह तार 2 बिंदु पर जुड़ी होगी मैं केवल एक विशिष्ट उदाहरण दे रहा हूं और इसमें आउटपुट लिया जाएगा और यह एक अन्य जंक्शन से जुड़ा होगा तो ये वे तार हैं जिन्हें आउटपुट के रूप में लिया जाता है तो इसे एक स्ट्रेन रिलीफ वायर के रूप में कहा जाता है ये लीड वायर के लिए ठोस टर्मिनल हैं यह एक आधार है और इस आधार का उपयोग सतह पर इसे चिपकाने के लिए किया जाता है मान लीजिए आपके पास एक शाफ्ट है और इस पर हम स्ट्रेन गेज को चिपकाते हैं तो यह भाग वह आधार है जिस पर हमारे पास यह गेज जा रहा है और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह इन वायर में डिफलेक्शन है जैसे शाफ्ट के व्यास में परिवर्तन और कुछ अन्य चीजें अब हम गेज फैक्टर को देखते हैं तो स्ट्रेन गेज के साथ गेज फैक्टर का उपयोग करने से ऐसा लगता है कि आप 1 दिशा 2 दिशा और 3 दिशात्मक माप को देख सकते हैं तो गेज फैक्टर कुछ भी नहीं है लेकिन 1 प्लस 2 गुना म्यू होता हैI जो हमने पहले डेरिवेशन में देखा थाI एक्सियल स्ट्रेन कुछ भी नहीं है अपितु एक बटे G F गुना डेल्टा R बटे R होता हैI तो डेल्टा R और स्ट्रेन के उपयोग बहुत कम हैं इसलिए हम संवेदनशील सर्किटरी का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है यह कहने के लिए कि माइक्रोस्ट्रेन को मापने के लिए सर्किट्री को आपको प्रवर्धित करने की आवश्यकता है हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं तो यह हमारा स्ट्रेन गेज जैसा दिखता है और गेज फैक्टर जो भी हमने इस्तेमाल किया है तो यह हमें स्ट्रेन गेज माप में प्राप्त हो जाता है इसलिए हम माइक्रोस्ट्रेन का पता लगाते हैं आइए अब हम लोड सेल के कार्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं जब हम लोड सेल के बारे में बात करते हैं आप एक हिस्सा लेते हैं और उस हिस्से में आप एक स्ट्रेन गेज को चिपकाते हैं इसलिए जब आप स्ट्रेन गेज को चिपकाने की कोशिश करते हैं तो आप स्ट्रेन गेज में डिफलेक्शन को मापने की कोशिश करते हैं जैसे कि मूल रूप से लंबाई में वृद्धि तो एक लोड सेल कई स्ट्रेन गेज की बॉन्डिंग से बना होता है यह केवल एक ही नहीं होता यह कई हो सकते है यह एकाधिक हो सकता है तो एक ही झिल्ली के हिस्से में यदि आपके पास उदाहरण के लिए विभिन्न लोड हैं यदि आपके पास एक टॉरशनल लोड आ रहा है तो आप 2 3 डिफलेक्शन यहां पर मापना चाहते हैं तो आप उन स्थानों पर स्ट्रेन गेज लगाने की कोशिश कर सकते हैं जहां अधिकतम स्ट्रेन है आप उस हिस्से के साथ स्ट्रेन गेज को बांधते हैं और यहां डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह डिस्प्लेसमेंट बाद में स्ट्रेन में परिवर्तित हो सकता है तो एक लोड सेल का मतलब है आप एक हिस्सा लेते हैं और इस हिस्से को न केवल ठोस होना चाहिए यह खोखला भी हो सकता है आपके इसे ऐसे ही किसी स्थान पर नहीं रख सकते आपको एक ऐसा स्थान खोजना होगा जहां आप उसे रख सकें और उस स्थान पर अधिकतम डिफलेक्शन होना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं वह बहुत छोटे माइक्रोस्ट्रेन हैं इसलिए जब आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अधिक शोर संकेतों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे इसलिए इसे निरस्त करना होगा इसलिए हम इसे सटीक स्थान पर रखते हैं तो मूल रूप से एक लोड सेल क्या है आप एक हिस्सा चुन सकते हैं यह हिस्सा कई हिससों का संयोजन हो सकता है या यह एकल हिस्सा हो सकता है और फिर एकल हिस्सा में यह खोखला हो सकता है यह ठोस हो सकता है आप तय करते हैं कि हिस्सा क्या है तो आप यह तय करते हैं कि किस स्थान पर इस तरह रखा जाए कि इन स्ट्रेन को मापा जा सके तो यह एक लोड सेल एक इलास्टिक पदार्थ के साथ स्ट्रेन गेज को जोड़कर बनाया जाता है तो जिस इलास्टिक पदार्थ कि हम बात कर रहे हैं वह हुक्स ला के भीतर ही है तो यह आ गया है यदि आप इसे एक ब्रिटल पदार्थ पर रखते हैं परंतु आप इसे पूरी तरह से डक्टाइल पदार्थ पर नहीं डाल सकते हैं उदाहरण के लिए पॉलीमर और फिर स्ट्रेन गेज इधर स्ट्रेन गेज से गुजरने वाले स्ट्रेन को भी सीमित किया जा सकता है तो पूरी तरह से डक्टाइल पदार्थ भी एक मुश्किल काम होगा तो आपको एक ऐसी पदार्थ चुनना होगी जिसमें आपके पास इलास्टिक मॉडल्स का उचित संतुलन हो फिर आप गणना द्वारा सटीक स्थानों का चयन करते हैं और एक ऐसा स्थान का पता लगाते हैं जहां अधिकतम स्ट्रेन हो रहा है और फिर आप स्ट्रेन के स्थान को मापने का प्रयास करते हैं और आप इसके बाद लोड को बदलने का प्रयास करते हैं जिससे लंबाई में बदलाव होता है और यह बदलाव प्रतिरोध को विकसित करता है जिसे आप माप सकते हैं वैसे जब भारी ट्रक सड़क पर चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां लोड सेल उपलब्ध हैं जो कुछ नहीं बल्कि वजनी पुल हैं तो वजन वाले पुलों में जब ट्रक जाता है तो वेटब्रिज पर लोड पर विभिन्न स्थानों पर स्ट्रेन गेज लगाए जाते हैं तो उन की डिफ्लेक्शन को मापा जाता है और फिर इससे आप जो ट्रक का भार है प्राप्त कर सकते हैं यह भी एक लोड सेल है कभी कभी स्ट्रेन गेज का भी उपयोग किया जाता है कभी कभी मैकेनिकल लीवर का उपयोग माप के लिए भी किया जाता है इसलिए आम तौर पर यह ऐसे एरर हैं जो इस स्ट्रेन गेज में होती हैं जब आप इन्हें उपयोग करते हैं तो उनके पास हमेशा हिस्टैरिसीस लूप होता है उदाहरण के लिए यह डिफलेक्शन है यह लोड है जैसे ही लोड बढ़ता है यह इस तरह से जा सकता है और जब वापस आता है तो यह दूसरे मार्ग आ सकता है तो इस क्षेत्र या इस लूप को हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है तो आप इसे यह कई बार 100 1000 और 10000 बार दोहराते हैं तो फिर यह लूप ट्रेसिंग पथ बदल सकता है स्ट्रेन गेज के साथ एक दूसरा मुद्दा क्रीप है और अंतिम है तापमान इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास हिस्टैरिसीस क्रीप और तापमान के लिए पर्याप्त क्षति पूर्ति है अर्थात जब हम माप के लिए इसका उपयोग करते हैं तो आप सुनिश्चित करते हैं कि इन एरर को पर्याप्त क्षति पूर्ति प्रदान कर दी जाए आप सिग्नल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण अगर आप इसे लाभ कहते हैं तो और भी कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं यदि आप एक लोड मापने के उपकरण या एक लोड सेल को रखना चाहते हैं तो इस तरह के ऑपरेशन में आप फ्लैट पीजो क्रिस्टल को ठीक नहीं कर सकते हैं फिर स्ट्रेन गेज बड़े पैमाने पर आपकी मदद में आ जाता है यदि आप एक मोटा माप चाहते हैं तो हम हमेशा स्ट्रेन गेज लोड सेल के साथ जाते हैं और एक बार जब हमने प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर लिया है तो अब हम फिर से पीजो क्रिस्टल के साथ स्ट्रेन गेज को बदलकर पुनर्परिभाषित करेंगे लोड सेल का प्रमुख नुकसान जब हम स्ट्रेन गेज का उपयोग कर रहा है इसकी कम गतिशील प्रतिक्रिया है या मैं कह सकता हूं कि यह संभवतः सबसे अधिक गतिशील प्रतिक्रिया नहीं है इसका मतलब है यह कहने के लिए कि यदि जो घटना होती है वह बहुत तेज है तो स्ट्रेन गेज का विस्तार होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत तेजी से होना चाहिए इसलिए कई बार जब आपके पास एक ऐसी घटना होती है जो समय के बहुत छोटे अंतराल पर हो रही होती है तो डायनेमिक लोड माप प्रभावी रूप से लोड सेल का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है जो स्ट्रेन गेज के सिद्धांत पर काम कर रहा है तो अब देखते हैं कि हम इसे एक बीम के ऊपर कैसे चिपकाते हैं जिस पर लोड लग रहा है या बीम लोडिंग हो रही हैI उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं या बीम लोड या ट्रांस्वर्स लोड या एक्सियल लोड ले रहे हैं तो बीम एक से जुड़ा हुआ है यह एक सिथर सिरा है इसलिए यह एक कैंटीलेवर है यह बीम या कैंटीलेवर की लंबाई है मैं सुझाव दूंगा कि इसे बीम ना कह कर कैंटीलेवर कहा जाए मैं इसे कैंटीलेवर लोडिंग उदाहरण के रूप में सुझाऊंगा इसलिए मेरे पास एक लोड है जिससे लगाया जाता है और उसके कारण आप को छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है जो की डेल्टा x है तो यदि आप स्ट्रेन को मापना चाहते हैं तो यह x है और यह एक बिंदु है जो a है तो यह b बिंदु पर स्ट्रेन है तो हम इस बिंदु O लोड लगाकर स्ट्रेन को ज्ञात करने का प्रयास करते हैंI इसलिए यदि आप चाहें तो हम यहां स्ट्रेन गेज लगा सकते हैं इसलिए यदि आप O पर स्ट्रेन को मापना चाहते हैं तो यह स्ट्रेन जो भी उस छोटे तार से निकलता है वह अब ब्रिज सर्किट से जुड़ा हुआ है तो अब पुल सर्किट का उपयोग करके स्ट्रेन को मापना है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर आधारित हैं जिसे हम अब देखेंगे यहाँ हमारे पास प्रतिरोध 1 है हमारे पास प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध 4 है तो यह R 1 है यह R O प्लस डेल्टा R है यह R 3 है यह R 2 है और यह बदल रहा है तो अब मुझे इसे वोल्टेज के साथ संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए तो यह प्लस है यह माइनस है यदि यह वोल्टेज है तो हम इसे लगाते हैं और यह एक ब्रिज सर्किट की तरह दिखता है यह V 0 है यदि आप इस ब्रिज सर्किट से पता लगाना चाहते हैं तो हमें जो मिल रहा है वह x V है तो यह बाहरी वोल्टेज है जोकि GF गेज फैक्टर गुना स्ट्रेन भाग और जिसमें यह पूरा पद एक गैर रैखिक पद है इसलिए अगर हम इसे यहां लिखना चाहते थे तो एक ब्रिज सर्किट का एक चौथाई हिस्सा 1होता है जो कि बहुत ही सरल व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है जो स्ट्रेन गेज के साथ बदले गए 1 रेसिस्टर का उपयोग करता है तो Vo को बढ़ाया जाता है तो हम क्या करते हैं एक स्ट्रेन है जो लगभग 4 गुना बढ़ जाता है जो Vo बटे V बराबर होगा बाहरी बल गुना गेज फैक्टर तो Vo और V बाहरी आउटपुट और बाहरी आपूर्ति हैं जो मुख्य स्रोत को दी जाती हैं यह अब प्रदान की गई आपूर्ति है और यहां हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम केवल 1 चौथाई सर्किट का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप करंट को भी माप सकते हैं लेकिन एकमात्र समस्या बहुत अधिक करंट है जिन्हें मैं नहीं माप सकता क्योंकि स्ट्रेन गेज की छोटी पतली पन्नी या छोटे पतले तार जल जाएंगे इसलिए हम हमेशा करंट सिग्नल का उपयोग करने का प्रयास करते हैं जिसे गेज के माध्यम से करंट दिया जाता है गेज ब्रिज पर लगाई गई वोल्टेज की क्षमता से संचालित होगा तो Ig को Rg द्वारा Vg के रूप में लिखा जा सकता है जो Rg प्लस R 3 द्वारा Vex के बराबर है तो यह विशिष्ट Ig है जिसे मापा जा सकता है तो अब हम एक स्ट्रेन गेज को बहुत करीब से देखने की कोशिश करते हैं इसलिए यदि आप स्ट्रेन गेज का साइड व्यू देखिए तो आपके पास एक कवर होगा यह कवर है और यहां आपके पास मापने वाला ग्रिड है तो यह मापने वाला ग्रिड है और ये लीड हैं तो यह साइड व्यू है यदि आप शीर्ष दृश्य से देखते हैं तो यह कैसा दिखता है तो आपके पास 2 जंक्शन होंगे और आपके पास एक थोड़ा मोटा है तो इसे ग्रिड चौड़ाई के रूप में कहा जाता है और इसे ग्रिड लंबाई कहा जाता है क्योंकि यह सभी चीजें और डेल्टा L बहुत महत्वपूर्ण हैं यह मापने वाला ग्रिड है और आपके पास यह लंबाई है तो दोनों दृष्टिकोणों से एक विशिष्ट स्ट्रेन गेज कैसा दिखता है और ये कुछ कारक हैं जिन्हें संबोधित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है अब हम मेटल फ़ॉइल स्ट्रेन गेज को देखते हैं कुछ और बिंदु हम देखेंगे टेंसिल स्ट्रेस बढ़ने पर एक स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध बढ़ जाता है जो टेंसिल कंप्रेशन हो सकता है लोड के तहत पदार्थ में मुख्य रूप से आंतरिक परिवर्तन है लेकिन इसका प्रभाव लंबाई में वृद्धि और क्रॉस सेक्शन में कमी है यह आम तौर पर गेज पन्नी पर माना जाता है कि प्लास्टिक वाहक घटक की तुलना में बहुत पतले होते हैं जिससे वे बधे होते हैंI इसमें समान इलास्टिक एक्सटेंशन और समान वास्तविक थर्मल एक्सटेंशन या कंट्रक्शन होता है स्ट्रेन गेज के लिए उपयोग की जाने वाली धातुओं का चयन और उपचार इस तरह से संभव हो पाया है कि थर्मल एक्सपेंशन गेज सामग्री में प्रतिरोधकता परिवर्तन के लिए क्षतिपूर्ति करता है तो इस प्रभाव को आत्म क्षतिपूर्ति कहा जाता है वे थर्मल परिवर्तन के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं यह विशिष्ट स्टील की दीवारों एल्यूमीनियम या कई अन्य पदार्थों के अनुरूप बनाया जा सकता है उदाहरण के लिए कंक्रीट के साथ जहां और जिससे हम इस धातु को चिपका सकते हैं इस संबंध में उपयोग के लिए फ़ॉइल स्ट्रेन गेज का उपयोग करना चाहिएI ध्यान दें उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील में हल्के स्टील की तुलना में उच्च थर्मल कोऑफिशिएंट होता है जबकि उच्च निकल मिश्र धातु रेंज में व्यापक रूप से कम कोऑफिशिएंट के साथ 0 डिग्री सेल्सियस के थर्मल एक्सपेंशन के इन्वार शामिल होता है तो आप आवश्यकता केअनुसार धातुओं का चयन कर सकते हैं अब हम एक साधारण समस्या देखते हैं कि 2 का गेज फैक्टर एक आयताकार स्टील बार पर लगाया जाते है बार 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसे 30 किलो न्यूटन के टेंसिल बल के अधीन किया जाता है इसलिए स्ट्रेन गेज में परिवर्तन के प्रतिरोध का निर्धारण करें यदि गेज का प्रतिरोध अक्षीय भार की अनुपस्थिति में 20 ओम लिखा गया था तो इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे जिसमें गेज फैक्टर दो दिया गया हैI तो Em 200 गुना 10 की शक्ति 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर वर्ग है हम प्रतिरोध को ले सकते हैं जो 120 ओम के रूप में दिया जाता है और फिर लगाया गया भार 30 किलो न्यूटन है और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र जो दिया गया है वह 003 है जो 10 से पावर माइनस 2 मीटर है अब यदि आप प्रतिरोध में परिवर्तन का पता लगाना चाहते हैं तो प्रतिरोध में परिवर्तन 30 किलोन्यूटन के टेंसिल भार के लिए स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लागू किया गया Fn कितना है जोकि A गुना Fn गुना Ac है तो यह 30 किलो न्यूटन भाग 003गुना 001 है जो कि 1 गुना 10 की शक्ति 5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वेयर है और परिणामस्वरूप स्ट्रेन कुछ भी नहीं है लेकिन स्ट्रेन भाग यंग मॉडल्स के अलावा कुछ भी नहीं है लेकिन 1 गुना 10 की शक्ति 5 भाग 200 गुना 10 की शक्ति 6 है जोकि 5 गुना 10 की शक्ति माइनस 4 प्रति मीटर है क्योंकि स्ट्रेन एक एकात्मक नहीं है तो स्ट्रेन गेज की धुरी के साथ स्ट्रेन के लिए स्ट्रेन गेज में प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा R भाग R की द्वारा दिया जाता है जो कि G F के अलावा और कुछ नहीं है डेल्टा R स्ट्रेन के बराबर है जो कि 5 गुना 10 पावर माइनस 4 गुना गेज फैक्टर 2 गुना R है जो कि 120 ओम है इसलिए डेल्टा R 012 ओम के अलावा कुछ भी नहीं है तो डेल्टा R में परिवर्तन 012 ओम प्रतिरोध माप होगा तो अगर एक स्ट्रेन गेज एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है तो एक स्ट्रेन गेज एम्पलीफायर कहाँ आ रहा है तो आप स्ट्रेन गेज को एक हिस्से के साथ चिपका कर आउटपुट को देख सकते हैं तो यह उस एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ है इसे आउटपुट डिस्प्ले के रूप में दिखाया जाएगा इसलिए अगर स्ट्रेन गेज एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है तो बहाव कम होने पर इसे रोकने के लिए आउटपुट को 0 ऑफसेट दिया जा सकता है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है तो मुझे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए सट्रेन को दिखाने दें और फिर हम देखेंगे कि एक दिशा में एक बार सट्रेन आने पर यह दिशा कहाँ होती है तो यह है कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां सट्रेन दिए गए हैं तो यह y दिशा है यह x दिशा है और यह सट्रेन जो यहाँ होता है उसे सिग्मा y कहा जाता है यहाँ होने वाले सट्रेन को सिग्मा x कहा जाता है इस दिशा के साथ होने वाले सट्रेन को x y कहा जाता है फिर जो सट्रेन होता है वह y होता है तो इस दिशा में जो होता है वह है स्ट्रेन y x और यहाँ स्ट्रेन x होता है और इस दिशा में स्ट्रेन x y होता है और इस दिशा में होने वाले स्ट्रेन को y x कहते हैं इसलिए अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए इस स्ट्रेन को बदलकर मुख्य दिशा में स्ट्रेन कर देता हूं तो हमारे पास यह x होगा यह y है यह आपका स्ट्रेन 1 है यह आपका स्ट्रेन 2 है तो यह 2 डी है तो अगर आपके पास एक 3 डी है तो आप के पास स्ट्रेन 3 भी होगा यहां मैं इसे 2 रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं यह है थीटा B तो यह कुछ इस प्रकार है और यह आपका 1 है मैं इसे बढ़ाता हूं यह आपका 1 है और यह आपका 2 है यह 2 डी फॉर्म सिद्धांतों में है 3 डी में मुख्य दिशा में तब्दील होने वाला स्ट्रेन आपके पास सिग्मा 3 होगा इसलिए यदि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा है तो यंग मॉडल्स भाग 2 स्ट्रेन होगा तो यह न्यूनतम है इसलिए यदि आप इस टर्मिनल पर देखते हैं तो यह सामान्य है तो सिग्मा अधिकतम और सिग्मा न्यूनतम के बीच का अंतर केवल यह संकेत है बाकी सभी सूत्र समान हैं तो ताऊ अधिकतम की गणना फिर से की जा सकती है सूत्र का यह हिस्सा वही है जो वहां और यहां है एक छोटा सा बदलाव है हम इस मूल्य को लेते हैं और इसके साथ गुणा करते हैं तो यह वही है जो X अक्ष के बीच का कोण है और इसके द्वारा दिया गया अधिकतम प्रमुख स्ट्रेन ताऊ है तो आप इस तरह से मूल्य प्राप्त करते हैं तो अब आइए हम एक साधारण समस्या को देखते हैं जिसमें एक आयताकार स्ट्रेन गेज रोसेट में काम करने का प्रयास करेंगे तो रोसेट ऐसा कुछ दिखता है जैसा कि आपके पास इस तरह से है और यह एक कोण पर होगा तो 2 दिशाओं में एक आयत रोसेट है जो स्ट्रेन गेज की रचना करेगा वास्तव में रोसेट 3 दिशाओं के लिए है इसलिए रिलेटिव कोण 0 45 और 90 डिग्री पर उन्मुख तो आपके पास 3 प्रकार के स्ट्रेन गेज होंगे यूनीएक्सएल में आपके पास केवल 1 हैं इसलिए यह 3 स्ट्रेन गेज 0 45 और 90 डिग्री पर स्थित हैं तो रोसेट का उपयोग एक एल्यूमीनियम स्टील फ्रेम पर स्ट्रेन को मापने के लिए किया जाता है जिसका Em यंग मॉडल्स दिया गया है जिसमें पाइजन रेश्यो के साथ स्ट्रेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 भी दिया गया हैI प्रिंसिपल स्ट्रेन और अधिकतम स्ट्रेन के कोण X अक्ष के साथ हमें ज्ञात करना है तो सिग्मा मैक्सिमम के लिए सूत्र E m भाग 2 स्ट्रेन 1 प्लस स्ट्रेन 3 1 माइनस पॉइज़न अनुपात प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 पॉइज़न अनुपात स्ट्रेन 1 का रूट माइनस स्ट्रेन 3 का पूर्ण स्क्वायर प्लस 2 बार स्ट्रेन 2 माइनस स्ट्रेन 1 स्ट्रेन 3 का पूर्ण वर्ग है तो यह सिग्मा अधिकतम के लिए है इसलिए आपके साथ सिग्मा मैक्स सभी चीजों को प्रतिस्थापित करता है इसलिए जो हम प्राप्त करते हैं वह 69 MP है जो एक MP 2 स्ट्रेन से विभाजित है 002 प्लस 001 भाग 1 माइनस 0334 पाइजन रेशों और 1 प्लस 0334 रूट है यह 002 माइनस 001 का पूर्ण वर्ग प्लस 2 से 0005 माइनस ब्रैकेट स्ट्रेन 1 है जो कि 002 प्लस 001 पूर्ण वर्ग होता है इसलिए यह मान 213 MP है यह अधिकतम स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेन से आप प्रिंसिपल स्ट्रेन का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो अब हम यह देखेंगे कि हम φ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप इस समीकरण में आधा Tan इन्वर्स को रखते हैं तो आपके पास 2 गुना 005 माइनस 002 प्लस 01 है जो 002 माइनस 001 है इस प्रकार यदि आप इस समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं तो आपको जो मिलता है वह 633 डिग्री के बराबर है और इसी तरह आप सिग्मा का भी पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो यह सिग्मा अधिकतम है और अब आप सिग्मा न्यूनतम पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए सिग्मा न्यूनतम माइनस 0976 एमपी के अलावा कुछ नहीं है आप इसे हल कर सकते हैं और फिर आप समीकरण में समान मूल्यों को स्थान देने की कोशिश कर सकते हैं और ताऊ अधिकतम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं जोकि 0578 एमपी है तो इसके साथ आप सिग्मा अधिकतम सिग्मा न्यूनतम तथा ताऊ का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आप यह भी पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि फाई क्या है इसके लिए इस समस्या से आप प्रिंसिपल्स स्ट्रेन और X अक्ष सिग्मा अधिकतम सिग्मा रिंगटोन और ताऊ अधिकतम से संबंधित अधिकतम प्रिंसिपल्स स्ट्रेन के कोण को ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं आप केवल सूत्र का उपयोग करके सभी का पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं अगला एक टॉर्क माप है जब किसी हिस्से में घुमाव होता है तो उसे टॉर्क कहा जाता है और यह एक छोर पर फिक्स तथा दूसरे पर घुमाया जाता हैI यह घुमा क्लॉकवाइज या एंटिक्लॉकवाइज दिशा में हो सकता हैI टॉरशन की गणना के लिए टॉर्जन लोड कितना होगा तथा यह ज्ञात करने के लिए हम एक सरल तरीका जिसमें टॉर्क आर्म और फोर्स ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैंI अगर आप टॉर्क रिंच देखा है जिसे हम कसने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं यह एक स्प्रिंग के द्वारा कसा जाता हैI और जब आप एक बार इसमें टॉर्क वैल्यू को स्थापित कर देते हैं तो इस वैल्यू के लिए जैसे ही है इसे प्राप्त करता है यह वही रुक जाता हैI तो आप इस प्रकार टार्क आर्म सेट कर सकते हैं और फोर्स ट्रांसड्यूसर की मदद से टार्क को पता कर सकते हैंI इस तरह की व्यवस्था को हम विभिन्न प्रकार के वजन से केलिब्रेट कर सकते हैंI हम यहां यह कहना चाहते हैं कि यदि आपको इस्तेमाल किए गए वजन का पता है तो यह आपके लिए बहुत आसान होगाI तो आप इसे मालूम वजन से खोजने का प्रयास करते हैंI यहां किस प्रकार की टॉरशन फोर्स लग रही है यह इंजन डायनेमोमीटर के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है जहां डायनेमोमीटर द्वारा अवशोषित टार्क को इकाई में मापा जाता है यदि घूमने वाले घटक का तेजी से टार्क उतार चढ़ाव या महत्वपूर्ण क्षणिक एक्सीलरेशन होता है तो यह विधि गलत हो सकती है तो यह केवल एक कैलिब्रेशन का तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं परंतु यदि हम इसे डायनेमिक मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह इतना प्रभावी नहीं होगाI डायनेमिक मेजरमेंट मैं बार बार बदलने वाले टॉर्क ट्रांसड्यूसर के बारे में बात कर रहा हूं जो शाफ्ट को घुमाने पर बढ़ते हैं वे आम तौर पर स्ट्रेन नापने का यंत्र या पीजो आधारित टॉर्सनल मापने वाले उपकरण होते हैं और अपने आउटपुट को स्लिप रिंग या रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा उपकरण तक पहुंचाते हैं यह तार युक्त अथवा तार मुक्त हो सकता है हालांकि अगर किसी मौजूदा मशीन पर टार्क के माप की आवश्यकता होती है तो यह अक्सर टार्क ट्रांसड्यूसर को शामिल करने के लिए अव्यावहारिक है और फिर चाहे यहां तक कि अगर जगह उपलब्ध क्यों ना हो ट्रांसड्यूसर मशीन की गतिशील विशेषताओं को प्रभावित कर सकता है तो एक मौजूदा मशीन के लिए टार्क माप थोड़ा मुश्किल है इसलिए हमें विकासशील व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए जब कभी भी है किसी भाग द्वारा अथवा सब असेंबली द्वारा दिखाया गया हो हम आमतौर पर अपनाए गए दृष्टिकोण को घुमाए जाने वाले शाफ्ट के हिस्से में सीधे स्ट्रेन गेज को लागू करते हैं और रेडियो लंबाई द्वारा साधन को संकेत पहुंचाते हैं उपकरण घूर्णन शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है जो कि माचिस की तुलना में छोटा हो सकता है और इसमें कुछ घंटों के संचालन के लिए उपयुक्त स्व निहित बैटरी होती है इसलिए जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि आप एक सदस्य को लें और फिर आप इस टार्क को मापने की कोशिश करें और यह एक अन्य उपकरण के साथ संचार करना शुरू कर देगा जो तार मुक्त है और इसमें बैटरी के साथ आत्म ऊर्जा है स्लिप रिंग को कभी कभी संकेतों के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन इनमें शोर होते हैं और इसलिए रेडियो प्रसारण हमेशा तार मुक्त पसंद किया जाता है टॉर्क को मापने के दौरान होने वाले एरर में आमतौर पर स्टैटिक टॉर्क जोकि पता नहीं चल पाती है की संभावना रहती है यदि स्ट्रेन गेज को मशीन में सेवा में लगाया जाता है तो यह शाफ्ट के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉर्क हो सकता है प्रारंभ में इससे पहले कि आप प्रयोग करना शुरू कर दें संभावित कारण में गियर में घर्षण या बेरिंग या स्वचालित ब्रेक का उपयोग शामिल है जो जब कभी भी लगे तो मशीन को वैकल्पिक रूप से बंद कर देते है यह संभव हो सकता है कि मशीन को व्यक्ति द्वारा घुमाकर ऐसी स्थिति को स्थापित कर दें जहां शाफ्ट टॉर्क से मुक्त है और फिर 0 को सटीक रूप से सेट करें और फिर एक्सियल लोड को मापना शुरू करें और झुकने का क्षण पढ़ें जो रीडिंग को काफी प्रभावित कर सकता है आदर्श रूप से टॉर्क को सीधे बिंदु पर मापा जाना चाहिए लेकिन यह हमेशा संभव नहीं है यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसलिए हम टॉर्क को मापना चाहते हैं लेकिन उस समय यह संभव नहीं है अगर कपलिंग गियरबॉक्स या इनरशिया या लचीलापन ट्रांसड्यूसर और बिंदु के बीच वांछित माना जाता है वे सिग्नल की गतिशीलता आकार को काफी हद तक संशोधित कर सकते हैं तो टार्क माप हमेशा एक चुनौती है यह टार्क माप के स्ट्रेन माप की तरह नहीं है हम स्ट्रेन गेज प्रकार के साथ साथ पीजो इलेक्ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन टेंसिल कम्प्रेशन में स्ट्रेन को मापने और टॉरशनल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं और हम क्या करते हैं हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांतपर आधारित व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ स्ट्रेन गेज को जोड़ देते हैं इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हम उचित संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और इन सभी चीजों में 0 बहाव करते हैं हम सुनिश्चित करते हैं कि इस पर ध्यान दिया गया है और फिर हम माप को लेना शुरू करते हैं जो कि मापन माप टेंसिल है और कम्प्रेशन है लेकिन टॉरशनल का एक शब्द है हमें सावधानीपूर्वक पता होना चाहिए कि क्या शाफ्ट पहले से ही लोडिंग किया हुआ है या यह मुक्त है तभी आप टॉरशनल माप कर सकते हैं आप सदस्य में पदार्थ की मात्रा को कम करने का प्रयास कर सकते हैं जैसे कि यह डिफलेक्ट होने लगता है चर्चा का अगला विषय पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बनने जा रहा है ये ट्रांसड्यूसर अपेक्षाकृत महंगे हैं और उनके चार्ज एम्प्लीफायर्स और भी अधिक महंगे हैं लेकिन इनका कई स्थितियों में लाभ है वे डायनामिक माप के लिए उपयोग किए जाते हैं वे बहुत छोटी घटनाओं को भी माप सकते हैं वे सक्रिय ट्रांसड्यूसर हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करते हैं जिससे क्रिस्टल जाली प्रदान करते हैं जैसे कि एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक लोड के तहत विकृत होता है यह इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करता है पीजो ट्रांसड्यूसर हमेशा रिसाव का विरोध करने के लिए एक चार्ज एम्पलीफायर के साथ उपयोग किया जाता है लेकिन फिर भी वे डायनामिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी हैं और स्थिर स्थिति के लिए यह उपयुक्त नहीं है ट्रांसड्यूसर और चार्जिंग एम्पलीफायर के बीच दबाव के लिए एक विशेष उच्च इन्सुलेशन कम शोर वाला केबल का उपयोग किया जाता है यह अत्यधिक नियंत्रित परिस्थितियों में निर्मित होता है जैसे कि जब हम डायनामिक माप करते हैं तो उनका शोर प्रभावित नहीं करता है यह पहली बार कॉम्पैक्ट इंजन उच्च प्राकृतिक फ्रिकवेंसी और कम तापमान संवेदनशीलता के साथ सिलेंडर सिर के दबाव को मापने वाले आईसी इंजन विकास में उपयोग किए गए थे उदाहरण के लिए पीजो क्रिस्टल ट्ट्रांसड्यूसर बल माप में अधिक से अधिक उपयोग किए जा रहे हैं कटिंग फोर्स को मापने में हम पीजो क्रिस्टल का उपयोग करते हैं इसलिए मैं आपको 3 दिशाओं में आने वाली फोर्स देता हूं आप बिना किसी क्रॉस संवेदनशीलता के इसे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं इसका मतलब है कि x दिशा बल के प्रभाव को y के लिए संप्रेषित नहीं किया जाता है वे विशेष रूप से एक्सीलरेशन के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं लेकिन गंभीर कंपन स्थिति के तहत कम दबाव को मापने के लिए बल माप में एक्सीलरेशन के मुआवजा संस्करण को पुनर्स्थापित करने के लिए कंपन संकेत को हटाने के लिए एक फिल्टर का उपयोग करने में मदद मिल सकती है पाईज़ोइलेक्ट्रिक सेंसर में उच्च स्प्रिंग स्टिफनेस का लाभ है इसलिए वे लगभग 0 विस्थापन हैं और उत्कृष्ट फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया देते है इनका निर्माण 1 2 3 प्लेन में मापने के लिए किया जा सकता है तो आपके पास निष्कर्षणx y z दिशा है तो आप स्ट्रेन गेज को सभी 3 दिशाओं में चिपकते हैं इसलिए एक प्रतिक्रिया को दूसरी पर संचारित नहीं किया जाता हैI तो इसे क्रॉस टॉकिंग कहा जाता है हालांकि एक मामले में जहां फ्रिक्शन कॉएफिशिएंट को मापा जाना था एक व्यक्ति क्रॉस टॉक से नॉर्मल लोड करो फ्रिक्शन के लिए बदल सकता है तो स्ट्रेन गेज को मापने के लिए पीजो क्रिस्टल डायनामोमीटर आज अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है इसलिए लोड वाशरों के माउंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो यह लोड वॉशर को समान स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो यहाँ यह गलत है तो आप उदाहरण के लिए यहां देखते हैं वॉशर के पार एक समान स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए सहायक और बढ़ते सतह का स्तर और कठोर होना चाहिए वॉशर के अंदरूनी किनारे में लोड करने के लिए एक प्रीलोडेड स्क्रू का डिफ्लेक्शन एक गलत आउटपुट देता है तो यहाँ आपको एक गलत आउटपुट मिलता है तो कृपया सुनिश्चित करें कि समान रूप से आप भार वितरित करते हैं वॉशर माउंटिंग की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है लोडिंग वॉशर गलत तरीके से एक बेरिंग फोर्स को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यह निकला हुआ किनारा और नींव के बीच प्रेशर फोर्स में कमी को मापता है न कि इस पेंच फोर्स में वृद्धि को इसलिए केवल निकला हुआ किनारा और नींव के बीच प्रेशर फोर्स को कम करने का उपाय गलत है तो आप इसे यहाँ उपयोग कर सकते हैं हम आपको एक प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उच्च कंक्रीट की इमारतों में फोर्स को मापने के लिए पीजो क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है इस विशेष व्याख्यान में हमने जो अध्ययन किया है उसे दोबारा दोहरा लेते हैंI स्ट्रेन गेज की मूल बातें हैं कि कैसे लोड गेज को एक लोड सेल बनाने के लिए एक साथ एकीकृत किया जा सकता है फिर हमने देखा कि मेटल फ़ॉइल स्ट्रेन गेज क्या है हमने प्रतिरोध माप टार्क माप को देखा और अंत में हमने पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को देखा कि वे स्ट्रेन को मापने के लिए कैसे उपयोग किए जाते हैं इसलिए छात्र के लिए अब यह कार्य है एक वे ऐसी स्थिति लेने की कोशिश करें जहां एक नट और बोल्ट होता है आप उनमें से एक को फिक्स करते हैं और दूसरे को घुमाने की कोशिश करते हैं और एक महत्वपूर्ण बिंदु के बाद अनफास्टनिंग होता है उस बिंदु पर लोड की मात्रा निर्धारित करने का प्रयास करें तो मूल रूप से आप एक बहुत छोटा सेटअप विकसित करने वाले हैं और फिर लोड लागू करने का प्रयास करें इसलिए मैंने आपको यहां बताया कि आपके पास एक प्रणाली भी है तो आप इसे एक सुतली से जोड़ते हैं जो कि यहां और एक विशेष बिंदु पर लोड डालना शुरू कर देता है यह सदस्य घुमाने लगेगा आप जान सकते हैं कि लोड क्या है वहां से आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि लोड क्या है और फिर आप यह गणना करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका टार्क क्या है इसलिए यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो आप सराहना करना शुरू कर देंगे कि टार्क को मापना कितना मुश्किल है इसके लिए आपको अपना उत्तर मान्य करना होगा तो आप एक टार्क रिंच साधन का उपयोग करके टार्क को मापने की कोशिश करते हैं इसलिए यहां हम जो करते हैं वह एक यांत्रिक ताला है तो आप लॉक को स्थानांतरित करने का प्रयास कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल 1 2 3 4 5 6 जो कुछ भी है आप सूचक को स्थानांतरित करने और सेट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी फास्टेनिंग सिस्टम को खोलना शुरू करते हैं एक बिंदु पर यह खुल जाएगा अब आपने प्रयोगात्मक रूप से मूल्यों का पता लगा लिया है अब आप टार्क रिंच के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यह खोलने में सक्षम है तो आपको यह महसूस करने की कोशिश करनी है कि किसी दिए गए सिस्टम पर टार्क को कैसे मापना है